यह लेक्चर और अगला आर्डिनो मंच के साथ सेंसर्स और एक्चुएटर्स के इंटीग्रेशन पर चर्चा करने के लिए समर्पित हैं तो पिछले लेक्चर में हमने आपको सिखाया है कि आप कैसे जानते हैं कि आर्डिनो क्या है और IoT सिस्टम के निर्माण के लिए इसका उपयोग कैसे करें और इस लेक्चर में हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं कि हम आर्डिनो के साथ सेंसर और एक्चुएटर्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं मैंने आपको बताया कि कई प्रकार के कई प्रकारों और कई सेंसर को आर्डिनो प्लेटफ़ॉर्म पर इंटीग्रेट किया जा सकता है जो इसके लिए समर्थन करता है और साथ ही साथ एक्चुएटर्स के लिए भी देखा जाता है तो यहाँ मैं आपको इसे कैसे करना है इसके बारे में सिखाने जा रहा हूँ और मेरे पास मेरे साथ मिस्टर आनंदरूप मुखर्जी इस कोर्स के TA हैं और वह आपको बताएंगे कि यह कैसे करना है इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यदि आपके पास सेट अप है यदि आपके पास आपके साथ आवश्यक छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं तो आप स्वयं अभ्यास करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं तो इस तरह से यह आपको इस बात का अनुभव देगा कि IoT में उपयोग के लिए एक छोटे पैमाने पर छोटे आकार के सेंसर आधारित आर्डिनो प्लेटफॉर्म को कैसे बनाया जाए तो यह विशिष्ट प्रकार का सेंसर जो हम आपको यहां दिखाने जा रहे हैं हम केवल एक सेंसर का उपयोग कर रहे हैं और हम केवल एक एक्चुएटर का उपयोग कर रहे हैं जो सेंसर हम उपयोग कर रहे हैं वह तापमान आर्द्रता सेंसर है और एक्चुएटर मोटर है सर्वे मोटर तो आइए जानते हैं कि IoT में उपयोग के लिए आर्डिनो प्लेटफॉर्म पर आधारित एक छोटा सेंसर एक्चुएटर कैसे बनाया जाए हैलो मैं अब आर्डिनो के साथ सेंसर और एक्चुएटर्स के इंटीग्रेशन के बारे में बात करूंगा तो यह फिर से दो भागों में होगा पहले भाग में मैं आर्डिनो के साथ सेंसर के इंटीग्रेशन को कवर करूंगा और दूसरे भाग में आर्डिनो के साथ एक्चुएटर्स के इंटीग्रेशन को इसलिए सबसे पहले जैसा कि हम अब तक सीख चुके हैं सेंसर बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज या मेजरमेंट्स को इलेक्ट्रिकल सिगनल्स में परिवर्तित करते हैं और कम या ज्यादा सेंसर को एनालॉग या डिजिटल सेंसर में वर्गीकृत किया जा सकता है इसलिए कुछ सामान्य प्रकार के सेंसर हैं जिनका हम वास्तव में IoT के साथ उपयोग करते हैं उनमें तापमान सेंसर आर्द्रता सेंसर कम्पास या दिशा सेंसर लाइट सेंसर साउंड सेंसर एक्सेलेरोमीटर या मोशन सेंसर शामिल हैं और सेंसर के बहुत सारे वैराइटी हैं हम सब कुछ यहाँ पर समायोजित नहीं कर सकते हैं लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आप ऑनलाइन खोज करते हैं तो आप बड़ी संख्या में सेंसर के बारे में पाएंगे तो अब इस लेक्चर में आपके आर्डिनो बोर्ड के साथ एक आर्द्रता और तापमान सेंसर के इंटरफेसिंग को कवर किया जाएगा इसलिए हमारे पिछले लेक्चरों में हम कुछ विविधता लाने के लिए सिर्फ एक आर्डिनो UNO का उपयोग कर रहे हैं अब हम और आर्डिनो का उपयोग मेगा में कर रहे हैं तो आर्डिनो मेगा तो बाजार में आप इसे केवल आर्डिनो मेगा या मेगा 2560 के नाम से प्राप्त कर सकते हैं तो अपने पारंपरिक आर्डिनो UNO के मुकाबले यह थोड़ा बड़ा है इसे 4 uarts मिला है आर्डिनो UNO में अगर आपको याद है तो केवल एक uart होता है और जाहिर है वहाँ बहुत अधिक डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन हैं बहुत अधिक एनालॉग इनपुट पिन हैं आपके UNO के लिए 16 एनालॉग इनपुट वर्सेस 7 या 8 हैं और वोल्टेज इनपुट और पावर लाइनें कमोबेश एक जैसी हैं तो हम इसे लेते हैं अब हमारे पास फिर से हमारी ब्रेडबोर्ड है तो हमारे पास पिछली स्लाइड्स से छोड़े गए LED और रजिस्टर हैं यह एक DHT सेंसर के रूप में जाना जाता है इसलिए DHT डिजिटल आर्द्रता और तापमान के लिए है तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें 4 पिन हैं और बाएं से दाएं शुरू हो रही है यदि आप इसे ऊपर की तरफ रखते हैं तो यह मेष क्षेत्र के ऊपर से बाएं से शुरू हो दाएं की तरफ आप उन्हें 1 2 3 और 4 के रूप में संख्या देते हैं इसलिए मूल रूप से आपके पास चार पिन हैं पिन एक को पॉजिटिव वोल्टेज दें आखिरी पिन हम ग्राउंड के रूप में रखते हैं तीसरा पिन सिग्नल पिन है और क्षमा करें दूसरा पिन सिग्नल पिन है और तीसरा पिन खुला है या कोई कनेक्शन नहीं है तो इस मूल कनेक्शन विचार के बाद हमने इसे ब्रेडबोर्ड पर रखा अब आपका पिन एक 33 वोल्ट से 5 वोल्ट की सप्लाई रेंज के बीच जुड़ा होना चाहिए आपको इसके 5 वोल्ट रेंज से अधिक नहीं होने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए अन्यथा आपका सेंसर क्षतिग्रस्त हो जाएगा पिन 2 वह डेटा पिन है जिसमें से वास्तविक सेंसर डेटा बोर्ड पर आ रहा है पिन 3 जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि यह बिना किसी कनेक्शन के या नल है और पिन 4 ग्राउंड है इसलिए आर्डिनो ide के साथ हार्डवेयर को इंटरफेस करने से पहले हमें वास्तव में ऑनलाइन उपलब्ध कुछ लाइब्रेरीज के समर्थन की आवश्यकता है तो यह सेंसर आपके Adafruit से अधिग्रहित किया गया था यह एक कंपनी है जो विभिन्न आर्डिनो बोर्डों और संबंधित कंपोनेंट्स और अन्य प्रोसेसर बोर्डों की आपूर्ति करती है तो हम DHT11 या DHT22 के लिए Adafruit लाइब्रेरी का उपयोग करने जा रहे हैं तो यह सेंसर जो हम उपयोग कर रहे हैं वह वास्तव में DHT22 है आपकी DHT सेंसर लाइब्रेरी यह तापमान और आर्द्रता आदि पढ़ने के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करती है तो अभी के लिए बस कनेक्शन को छोड़ देंगे ठीक है पहले सेंसर इंटीग्रेशन के लिए देखेंगे आपके मौजूदा आर्डिनो ide के लाइब्रेरीज के अपडेशन के लिए देखेंगे इसलिए हम शुरू करते हैं हम टूल पर जाते हैं क्षमा करें आप मेनू बार पर स्केच पर जाते हैं फिर लाइब्रेरी शामिल करने के लिए एक ऑप्शन है और फिर लाइब्रेरीज मैनेज करें यह आमतौर पर टॉप पर है तो और लाइब्रेरी मैनेजर आप लिखिए खेद है कि आप सिर्फ DHT लिखिए इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस लाइब्रेरी फ़ाइल को पहले ही इंस्टॉल कर लिया है तो आपको एक DHT सेंसर लाइब्रेरी मिलती है आप बस उस पर क्लिक करते हैं और यदि आपका pc इंटरनेट से जुड़ा है तो आपका आर्डिनो ide बाकी का काम करेगा जो आप अभी डाउनलोड करेंगे यह आपके द्वारा अपने आर्डिनो ide को पुनरारंभ करने वाले सिस्टम के साथ एकीकृत लाइब्रेरी को डाउनलोड करेगा आप आगे जाने के लिए तैयार हैं इसलिए जैसा कि मैंने पहले ही इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया है अब और कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं है तो इस तरह वास्तव में आप आवश्यक लाइब्रेरी के साथ आर्डिनो ide को अपडेट करते हैं तो आपने पहले ही उस DHT सेंसर का चयन कर लिया है जिस पर आप क्लिक करते हैं और यह इंस्टॉल हो जाता है अब DHT के लिए वास्तविक स्केच पर आने से पहले केवल आर्डिनो बोर्ड के साथ हार्डवेयर इंस्टॉल करेगा इसलिए यदि आप 1 2 3 और 4 से शुरू होने वाले इन चार पिनों को याद करते हैं तो आप इसे ब्रेडबोर्ड पर रखेंगे हम चार जम्पर केबल लेते हैं तो पिन 4 ग्राउंड था मैं पिन चार को ग्राउंड पिन से जोड़ता हूं पिन 1 Vcc था यह 33 और 5 वोल्ट के बीच होना चाहिए बस अगर मैं इसे 33 वोल्ट पर रख दूंगा और पिन दो वास्तविक सिग्नल इनपुट है जो कि आर्डिनो बोर्ड से आएगा तो मान लीजिए कि हम किसी भी डिजिटल पोर्ट का चयन करते हैं हम कहते हैं कि हम पिन नंबर 8 या पोर्ट 8 चुनते हैं इसलिए हम DHT से पिन 8 तक सिग्नल वायर को कनेक्ट करते हैं आप किसी भी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन से चुन सकते हैं तो अब हमारा हार्डवेयर तैयार है यह काफी आसान है इसलिए DHT सेंसर के लिए स्केच भाग पर वापस ध्यान केंद्रित करते हुए आपको इसके लिए यह करना होगा कि आपके द्वारा डाउनलोड की गई लाइब्रेरी फ़ाइल को इसमें शामिल करना होगा जिसमें कुछ हेडर फ़ाइल और अन्य परिभाषाएँ शामिल हैं इसलिए आपको उस विशेष लाइब्रेरी फ़ाइल को शामिल करना होगा तो पहली पंक्ति हैश इंक्लूड DHTh है फिर DHT सेंसर लाइब्रेरी के सिंटैक्स से अपने स्वयं के सिंटैक्स से आप DHT को फिर DHT पिन और सेंसर को कॉल करते हैं तो आप उस DHT सेंसर को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं तो यह सिंटैक्स है और हमें इस सिंटैक्स का कड़ाई से पालन करना होगा क्योंकि यह उस लाइब्रेरी के अनुसार है जिसे हमने अभी डाउनलोड किया है अब हम फ्लोटिंग टाइप के दो वेरिएबल को परिभाषित कर रहे हैं तो एक फ्लोट ह्यूमिडिटी है और दूसरा फ्लोट टेंपरेचर है तो ह्यूमिडिटी इस वेरिएबल ह्यूमिडिटी सेंसर से प्राप्त ह्यूमिडिटी वैल्यूज़ को स्टोर करेगी और टेंपरेचर सेंसर से प्राप्त टेंपरेचर वैल्यूज़ को स्टोर करेगा अब सेटअप के भीतर चूंकि हम बोर्ड पोर्ट या सीरियल पोर्ट पर सेंसर से जो भी रीडिंग प्राप्त कर रहे हैं उसे देखने जा रहे हैं हम बस सीरियल कनेक्शन को इनिशियलाइज़ करते हैं इसलिए फिर से सीरियल डॉट 9600 की बॉड दर से शुरू होता है उसके बाद हम dht dhtbegin को इनिशियलाइज़ करते हैं यहाँ पर दूसरी पंक्ति में आपने अभी अपना dht पिन नंबर 8 को सौंपा है और हमने उस सेंसर को dht 22 के रूप में दिया है मान लीजिए आप वैरिएंट dht 11 के लिए जाते हैं तो आप इस भाग को dht 11 के रूप में अपडेट करते हैं या यदि आप आर्डिनो बोर्ड पर पिन नंबर बदलने की योजना बनाते हैं तो यहाँ पर उस हिस्से को अपडेट करते हैं इसलिए एक बार सेटअप भाग पूरा होने के बाद आप लूपिंग भाग में जाते हैं तो यहाँ पर आप वेरिएबल ह्यूमिडिटी देख सकते हैं जिसे dhtreadHumidity फ़ंक्शन सौंपा जा रहा है इसलिए जो भी फ़ंक्शन जो भी सेंसर ऑफसेट और ऑपरेशन की आवश्यकता है वह dhth लाइब्रेरी की मदद से किया जा सकता है तो आप बस इस फ़ंक्शन को कॉल करते हैं और ह्यूमिडिटी पढ़ते हैं फिर dhtreadTemperature को कॉल करते हैं और टेंपरेचर पढ़ते हैं एक बार जब आप इन दोनों को कॉल कर लेते हैं तो बस इन वेरिएशंस को सीरियल रूप से प्रिंट करें इसलिए जैसा कि मैंने दो सेकंड की डिले दी है इसलिए हर दो सेकंड के बाद आपकी ह्यूमिडिटी और टेंपरेचर अपडेट होते रहेंगे तो हम अगली स्लाइड पर जाते हैं इसलिए हमने पहले ही इन सेंसर को इंटरफेस कर दिया है यह वह कोड है जिसे आपने पिछली स्लाइड में इस एक में देखा था फिर हम pc पर बोर्ड से जुड़ने वाले मूल चरणों से गुजरते हैं हम पोर्ट और बोर्ड प्रकार सेट करते हैं अब याद रखें कि पोर्ट और बोर्ड का प्रकार बदल सकता है क्योंकि बोर्ड का प्रकार निश्चित रूप से बदल जाएगा पोर्ट हम चुन सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं इसके लिए हम मेगा का चयन करते हैं मेगा के लिए एक विकल्प होगा जिसे हमने चुना था फिर अपलोड करने से पहले हम कोड को वेरीफाई करते हैं और फिर कोड अपलोड करते हैं तो यह वह आउटपुट है जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं जैसे ह्यूमिडिटी प्रतिशत और डिग्री सेल्सियस में टेंपरेचर दे रही है और ये प्रत्येक पंक्ति दो सेकंड की समय अवधि से अलग होती है इसलिए हर दो सेकंड के बाद आपके टेंपरेचर रीडिंग और ह्यूमिडिटी रीडिंग अपडेट हो रहे हैं तो अब वापस हार्डवेयर भाग में इसलिए मेरे पास पहले से ही मेरे सामने कोड खुला हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं इंक्लूड dhth है तो हमने पिन नंबर 8 पर इनपुट पिन सेंसर टाइप में DHT 22 सेट किया है ह्यूमिडिटी प्रवाहित टेंपरेचर वाइड सेटअप सीरियल डॉट बॉड रेट 9600 dhtbegin पर शुरू होता है तो सेटअप तैयार है और लूप के भीतर हम सिर्फ ह्यूमिडिटी और टेंपरेचर पढ़ने के फंक्शन को कॉल करते हैं और यह वह है और बस दो सेकंड की डिले से इसे सीरियली रूप से बार बार प्रिंट करते हैं अब चूंकि सब कुछ जुड़ा हुआ है हम सिर्फ अपना कोड वेरीफाइ करते हैं तो स्केच का कंपाइलेशन स्केच का अनुपालन होता है लगता है कि कोई त्रुटि नहीं है अपलोड करने से पहले बोर्ड चुनना होगा कि पहले से ही आर्डिनो मेगा या मेगा 25680 माफ कीजिएगा 2560 पोर्ट पहले से ही सेट है अब हम सुरक्षित रूप से हमारे प्रोग्राम को अपलोड कर सकते हैं यदि आप आर्डिनो बोर्ड पर ध्यान देते हैं तो आप इस बोर्ड को यहां देख सकते हैं हमने बोर्ड पर कोड अपलोड कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब मैं फिर से कोड को अपलोड करूँगा इन दो लाइट्स को tx और rx जब भी आप इसे अपलोड कर रहे हैं तो वे तेज़ी से ब्लिंक लाएंगे इसका मतलब है आपका कोड अपलोड किया जा रहा है तो अब आपका कोड अभी अपलोड किया गया है इसके लिए आप सिर्फ रिफ्रेश बटन दबाएं अब हम सीरियल मॉनिटर खोलते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी ह्यूमिडिटी और टेंपरेचर रीडिंग बदल रहे हैं इसलिए हो सकता है कि आप टेंपरेचर के सामने आग जला सकते हैं रीडिंग ऊपर जाती है और इस उम्मीद से टेंपरेचर में थोड़ा बदलाव होता है आप देखते हैं कि हाँ टेंपरेचर बदल रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे 227 228 यह बढ़ता रहेगा और मैं उम्मीद कर रहा हूँ यह मेरे शरीर के टेंपरेचर तक पहुंच गया है अब इसका स्पर्श 23 है ह्यूमिडिटी लगभग 98 प्रतिशत 986 प्रतिशत और इसी तरह से है इसलिए मुझे आशा है कि आपको कुछ विचार मिलेंगे और आप इन सामानों के बारे में सोच सकते हैं तो ये कुछ बुनियादी सेंसर हैं जो अन्य सेंसर आप कर सकते हैं जाहिर है इंटीग्रेट डिपेंडेंट रजिस्टरों की तरह हैं आप हल्के बिट सेंसर को इंटीग्रेट कर सकते हैं आप एक्सेलेरोमीटर गायरोस्कोप को इंटीग्रेट कर सकते हैं जो थोड़ा जटिल हैं लेकिन हां वे काम करने के लिए मिल रहे हैं इसलिए यह वह हिस्सा था जिसमें आर्डिनो के साथ सेंसर इंटीग्रेशन था